अब हम मेमोरी के कुछ ऐसे गुणों को देखते हैं जो कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उपयोग में आते हैं तो मूल रूप से मेमोरी के क्या क्या काम है जब हम मेमोरीको एक एड्रेस देते हैं या फिर हम इसे लोकेशन भी कहते हैं मान लो मैं एक एड्रेस X देता हूं जो कि फिजिकल मेमोरी में बस एक लोकेशन है तो यह मुझे क्या वापस करती हैतो मेमोरी मुझे उस लोकेशन पर का डाटा वापस करती है अब मान लेते हैं कि यह लोकेशन X हो सकती है तो इसे मुझे डाटा वापस करना है और इस डाटा का हमेशा एक साइज भी होता है तो यह मुझे एक डाटा वापस करेगी अभी के लिए मान लेते हैं जिसका साइज होगा 'b' सामान्यतः हम इसे वर्ड साइज कहते हैं तो मेमोरी की परफॉर्मेंस कौन निर्धारित करता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है लेटेंसी यह वह समय है जो एक एड्रेस देने से लेकर जब तक यह मुझे डाटा वापस करता है में लगता है लेटेंसी को 'l' से निरूपित करते हैं मेमोरी सिस्टम की परफॉर्मेंस सामान्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि यह प्रोसेसर को कितनी तेजी से डाटा दे सकता है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस में हम देखते हैं कि प्रोसेसर की गति तो बहुत तेज हैलेकिन जिस तरह के कोड पर हम काम कर रहे होते हैंवहां मेमोरी यूनिट डाटा को उतनी तेजी से नहीं भेज पाती है इसे हम छोटे से उदाहरण से समझते हैंमान लो कि हम CA X B को कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और यह 64 X 64 साइज की मैट्रिसेज हैऔर इसका हर एलिमेंट 4 बाइट का है इसे लिखने का सबसे साधारण कोड क्या होगा आपके पास तीन लूप हैं और आप कहते हो cij aik bkj और आपको कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले C को 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा और जिसमें की कुछ लूपस को लेना पड़ेगा जो कि मैं यहां नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको C को 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शंस के सेट्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह कोड कितनी देर में एक्जिक्यूट होगा और इस कोड से हमें किस प्रकार की परफॉर्मेंस मिल सकती है तो इसके लिए मुझे कुछ चीजों को मानना पड़ेगा तो मैं यह मान लेता हूं कि मेरे पास 1 गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर है और मैं यह भी मान लेता हूं की मेमोरी को एक्सेस करने की कीमत 100 नैनोसेकंडस या फिर 100 साइकिल्स है मेरा वर्ड साइज 4 बाइट है इसलिए जब भी मैं किसी भी लोकेशन से कुछ डाटा मांगूंगा यह मुझे 4 बाइट का डाटा वापस करेगा हमें यह जानना है कि यह कोड एग्जीक्यूट होने में कितना समय लेगा मैं यह मानूंगा कि यह एक बहुत ही सादा प्रोसेसर है इन ऑर्डर इशु तथा कोई सुपर पाइपलाइनिंग नहीं है तो अभी के लिए मैं सब से अंदर वाले लूप के ही ऊपर ध्यान दूंगा क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो की परफॉर्मेंस को निर्धारित करेगा तो वह कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होने वाले हैं सबसे पहले मुझे aik को लोड करना है तो मैं aik को किसी रजिस्टर R1 में लोड करूंगा और मैं यह कैसे बताऊंगा कि मुझे यह लोकेशन aik ही लोड करना है मैं इस लोकेशन को किसी रजिस्टर में रखूंगा मान लो मैं इस एड्रेस को रजिस्टर R2 में रखूंगा और तब मैं कहूंगा R2 के द्वारा बताई जाने वाली लोकेशन को R1 में लोड करो तो यह aik की लोडिंग हैऔर उसके बाद मैं मान लो R3 में bkj को लोड करूंगा और अंत में मैं क्या करूंगा मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और उन्हें Cij में रखूंगा और मान लेते हैं कि मैं Cij को किसी रजिस्टर R5 में रखूंगा तो मैं रजिस्टर R1 में उस एड्रेस से लोड कर रहा हूं जो कि रजिस्टर R2 में रखा है मैं रजिस्टर R3 में उस एड्रेस से लोड कर रहा हूं जो कि रजिस्टर R4 में रखा है और अंत में मैं क्या कर रहा हूं मैं R1और R3 को मल्टीप्लाई करके R5 में ऐड कर रहा हूं तो हम यह मानकर चल रहे हैं कि वहां एक इंस्ट्रक्शन madd है जो मल्टीप्लिकेशन तथा एडिशन साथ में करता है अब अगर लेटेंसी 100 नैनोसेकेंड्स है तो यह कोड एग्जीक्यूट होने में कितना समय लेगा यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में 100 नैनोसेकेंड्स लेगा तथा कुछ नैनोसेकंड madd इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगेगा और उसके बाद मैं लूप में वापस जा रहा हूं जहां मुझे aik को इंक्रीमेंट करना है मुझे bkj को भी इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद मैं इस इंस्ट्रक्शन को फिर से एग्जीक्यूट करूंगा लेकिन इंक्रीमेंट करना और madd इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कोई भी मेमोरी ऑपरेशन शामिल नहीं होता है इसलिए यह महंगे नहीं है इसलिए इस समय के लिए मैं इन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं सिर्फ साधारण ढंग से समझने के लिए मैं अभी इन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं तो मैं कितने समय में कितने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूं अगर मैं एक इटरेशन को देखूं कि मैं इसमें कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं साधारणतः हम किसी भी कोड की परफॉर्मेंस को नापते हैं और इसके लिए हम फ्लॉप्स यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं मतलब फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशंस फॉर सेकंड इसका मतलब मैं कितने फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशन हर सेकंड में परफॉर्म कर सकता हूं तो हम इस बात की गणना करना चाहते हैं कि इस कोड के लिए फ्लॉप्स कितना होगा मैं एक इटरेशन में जो परफॉर्म कर रहा हूं उसके लिए कितने फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशंस होंगे वह दो ऑपरेशंस है मल्टीप्लाई तथा एड लेकिन वहां एक ही इंस्ट्रक्शन है लेकिन वह एक अलग मुद्दा है लेकिन जहां तक फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशंस का संबंध है तो वहां दो फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशंस है ठीक है एक तो मल्टीप्लाई और एक ऐड लेकिन यह तथ्य कि मैं उन्हें एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करके एनकोड कर सकता हूं एक अलग ही मुद्दा है आपका आर्किटेक्चर यह कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है लेकिन अगर मैं फ्लॉप्स की गणना करना चाहता हूं तो मुझे यह किसी भी आर्किटेक्चर पर करना ही पड़ेगा तो वहां दो ऑपरेशंस हैं लेकिन इसको एक इटरेशन में परफॉर्म करने के लिए कितना समय लगता है लेकिन madd को ब्रांचिंग करनी है और एड्रेस इसको इंक्रीमेंट भी करना है तो वह थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है लेकिन इस समय के लिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं ठीक है इसलिए फ्लॉप्स या फिर परफॉर्मेंस मुझे दो ऑपरेशंस के लिए हर 200 नैनोसेकेंड्स में लेना है तो यह है 2200 x 109 यह होगा 2000200 x 106 10 x 106 तो यह होगा 10 एमफ्लॉप्स ठीक है तो यह वह परफॉर्मेंस है जो मुझे मिलेगी तो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी क्या है 1गीगाहर्टज जब तुम देखते हो कि 1 गीगाहर्टज का प्रोसेसर है तो तुम सोचते हो कि तुम हर सेकेंड में एक गीगा ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हो फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशंस का एक गीगा हर सेकंड यह वास्तव में कुछ परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकता है लेकिन उस समय नहीं जब हमें डाटा को फेच करने के लिए हर बार मेमोरी में जाना हो अगर आपका डाटा सिर्फ रजिस्टर्स में है और अगर आप हमेशा यह गणना सिर्फ रजिस्टर्स में ही करते हो तो वास्तव में आपको यह मिल सकता है और भी कुछ परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत आप यह प्राप्त कर सकते हो कुछ कोड जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तथा लिनियर अलजेब्रा कोड तो इस विशेष केस में हम देखते हैं कि हमें 10 एमफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस मिल रही है जो कि GFLOPS या ऐसे ही कुछ से बहुत ही दूर है